कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ मशीन टूल्स एंड प्रोसेसेस की ओपन ऑनलाइन कोर्स के सातवें व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है आज हम विभिन्न प्रकार के बायनरी सर्किट डिकोडर इत्यादि के बारे में देखने जा रहे हैं DDA जो हम सीएनसी के मामले में लगा रहे हैं और वह न केवल सीएनसी मशीन टूल्स के नियंत्रण के लिए बल्कि विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं के लिए कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं वे काफी विविध हो सकते हैं और अनुप्रयोग के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं तो जल्दी से नजर डालते हैं हमारे पास बायनरी सर्किट में किस प्रकार का अनुप्रयोग हो सकता है तो तुरंत एक समस्या के साथ शुरू करते हैं प्रश्न कहता है एक अभिनव छात्र टेकोमीटर विकसित करता है जो मूल रूप से ऐसा उपकरण है जो एक सरल उपकरण को नियोजित करके घूर्णन शाफ्ट की घूर्णी गति को माप सकता है यह चित्र टैकोमीटर के इनपुट शाफ्ट से जुड़ा एक मोटर शाफ्ट दिखाती है इसलिए यह डॉटेड लाइन मूल रूप से उस डिवाइस को दिखाती है जिसे छात्र ने बनाया है तो डिवाइस से एक इनपुट शाफ्ट बाहर लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि आप इसे देख सकते हैं यह इनपुट शाफ्ट है और हम इसे उस मोटर से जोड़ने वाले हैं जो चित्र के दाएं और बाहर की तरफ है तो एक बार जब यह जुड़ जाता है जब मोटर घूम रहा होता है तो छात्र का दावा है कि वह इस उपकरण द्वारा मोटर की घूर्णी गति का पता लगा सकता है यह कैसे काम करता है

तो कथन यह है कि छात्र को पता चलता है कि कुछ समय बाद चाहे जो भी समय हो पोजीशन डाउन काउंटर 1 0 दिखा रहा है जो स्थिर स्थिति है और पोजीशन डाउन काउंटर 2 204 पर अटक गया है और बदल नहीं रहा है तो उस स्थिति में मोटर की गति कितनी है यह पहला प्रश्न है दूसरा प्रश्न यह है कि अगर मोटर उपकरण की गति पोजीशन डाउन काउंटर 1 जो 204 के बराबर है के अपरिवर्तनीय मूल्यों और पोजीशन डाउन काउंटर2 जोकुछ समय बाद 0 के बराबर है जो बिल्कुल विपरीत है तो आइए देखें इस समस्या को हल कैसे कर सकते हैं

यहां एक मोटर चालक और एक स्टेपर मोटर है और इन सभी चीजों के बारे में हमने कई बार अब तक कई समस्याओं और सिद्धांत चर्चाओं के माध्यम से अध्ययन किया है इसलिए यह सीएनसी टेबल है सीएनसी टेबल को एक विशेष स्थिति तक पहुंचता है और जब यह 5 मूल लंबाई इकाई या उससे कम दूरी पर होती है तो यहां डिकोडिंग सर्किट को यह महसूस करना पड़ता है और तदनुसार उस समय के दौरान एक संकेत d 1 को बाहर भेजता है वह क्या है वह लक्ष्य से 5 मूल लंबाई इकाई या उससे कम दूर वाली टेबल हैं यह शर्त है तो उन घटनाओं के लिए d1 होना चाहिए इसलिए डिकोडिंग सर्किट को डिजाइन करना होगा हम यह कैसे करते हैं और इस डिकोडिंग सर्किट के इनपुट क्या है आवश्यक सर्किट के कुछ हिस्सों को पहले से ही प्रदान किया गया है किस तरीके से

है और इस विधि को प्रोडक्ट ऑफ द सम कहते हैं पिछला वह सम ऑफ द प्रोडक्ट था और वर्तमान मामला प्रोडक्ट ऑफ द सम है यह कैसे काम करता है

हम एक तर्क कर सकते हैं की इस तरह से विस्तार किया जा सकता है a' a'a' b' ठीक है तो हमारे पास उस मामले में केवल a' b' होगा आगे और कैसे छोटा कर सकते हैं

एक स्टेपर द्वारा गियर बॉक्स एक पल्स जनरेटर के साथ के माध्यम से पूरी चीज एक बहुत छोटी पोर्टेबल वस्तु है जो बहुत कम दर पर दवाओं का प्रबंधन कर सकती है और इसे रोगी की जेब पर ले जाया जा सकता है सिरिंज इनर क्रॉस सेक्शन को 4 वर्ग मिलीमीटर का दिया गया है गियर बॉक्स अनुपात जो चित्र में दिखाया गया है एक चौथाई है और लीड स्क्रु 1 मिलीमीटर पीच की सिंगल स्टार्ट है स्टेपर मोटर शाफ्ट एक स्टेप से घूमता है यह हमें पता है 18 डिग्री 1 पल्स 1 स्टेप देता है और वह 1 गुण तरल दवा का देता है जो सिरिंज के द्वारा रोगी के शरीर में डाला जाता है तो हम यहां क्या पता करने जा रहे हैं

अब आपको पल्स जनरेटर के आउटपुट पल्स रेट DDA के अंदर के काउंटर का आकार और बायनरी में संख्याओं को DDA के n बीट रजिस्टर में अंदर डालना है ताकि आप प्रति मिनट 125 गोलियों की फायरिंग कर सके 500 bpm और 1000 bpm प्रति मिनट के कई गोलियां यह 3 विकल्प उपलब्ध होने चाहिए क्या दिए गए हैं व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं है मुझे पल्स जनरेटर आवृत्ति नहीं पता है मुझेn बीट नहीं पता है मुझे नहीं पता है कि क्या संख्याएं डालनी है कुछ भी तो नहीं लेकिन मुझे केवल इतना पता है कि मुझे इसे जितना संभव हो उतना सस्ता और सस्ता और सरल बनाना है इसलिए मुझे 125 500 और 1000 पल्सेस प्रति मिनट के आउटपुट के हिसाब से f n X1 X2 X3 का पता लगाना है समस्या पर आते हैंपहले हमने निर्णय लिया है कि X1 X2 X3 उनके अनुपात फायरिंग दर निर्णय कर रहे हैं क्योंकि अंततः वे f×X1 2n के बराबर हैं तो f तीनों के लिए समान है और 2n तीनों के लिए समान है तो केवल एक ही X1 X2 X 3 अलग है तो इसलिए फायरिंग दर का अनुपात X1 X 2 X 3 अंक का होगा और इसका मतलब है उन्हें 1 4 8 अनुपात में होना चाहिए तो क्यों नहीं X1 1 X2 4 और X3 8 चुन लेते हैं जो हमारा उद्देश्य पूरा करेगा क्योंकि उन्हें पूर्ण अंक होना है तो चलिए सबसे छोटा पूर्ण अंक चुनते हैं तो यह अच्छा है तो हमारे पास है और अंत में अब हमारे पास निकालने के लिए f बचा हुआ है हम समझते हैं कि और वह हमें f 125 × 16 देता है जिसका सरल मतलब f 125 × 16 तो हमारे पास f 2000 n 4 और X1 X2 X3 क्रमशः 1 4 और 8 है ठीक है मैं सोच रहा हूं समयपूरा हो चुका है तो हम लोग फिर कभी इसपर चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद